शुभ दोपहर मित्रों पिछली कक्षा में मैंने आपके लिए एक अभ्यास छोड़ा था वह क्या था याद रखें हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि LD को मुझे क्या चुनना चाहिए या यूं कहूं तो LDmax को मुझे डिजाइन के शुरुआती चरण में चयन करना चाहिए जो हमारे डिजाइन की जरूरतों से मेल खाना चाहिएऔर इसमें हमने रेंज और एंडोरेंस के बारे में बात की है और हमने इसे आपके अभ्यास के लिए छोड़ दिया था और मुझे आशा है कि आपने इसे पूरा कर लिया है प्रश्न था यह एक जेट संचालित हवाई जहाज के लिए एक्सप्रेशन है तो मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे अधिकतम रेंज मिलनी चाहिए LD के लिए प्रारंभिक संख्या क्या होनी चाहिए यही कारण है कि किस LD पर मुझे सक्षम होने के लिए अपने हवाई जहाज़ को कॉन्फ़िगर करना चाहिए और यह समझने के लिए कि हम एक समान दृष्टिकोण का उपयोग करेंगे जो हमने पहले के मामलों के लिए किया था और आपने 0866 का मैजिक नंबर देखा है जब मैंने पहली बार किताब पढ़ी तो मैं भी सोच रहा था कि यह नंबर क्या है तो मैंने सोचा कि आइए अब हम चर्चा करें अगर मैं कुछ सरल पूर्ण व्यवस्थापन करूँ R की तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार है RCLCD2WSCLln Wi 1Wi जहां V2WSCL एक डिजाइनर दृष्टिकोण प्राप्त करने हेतु जब मैं लिखता हूं का मतलब है कि मान लो क्रूज़ यहां से शुरू होता है यहां समाप्त होता है मैं अनिवार्य रूप से W1W2 या W2W1 तलाश में हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं W2W1 और अगर मुझे W1 का मूल्य पता है तो मुझे पता है की यात्रा में कितना ईंधन खपत होता है पॉइंट 1 से पॉइंट तक अब यहाँ देखें कि आप आसानी से CL12CDके लिए आनुपातिक रेंज देख सकते हैं इसलिए यदि मैं एक जेट संचालित हवाई जहाज के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाना चाहता हूं तो सब कुछ स्थिर रखते हुएयह बताता है कि मुझे ऐसे उड़ना है जैसे कि CL12CDअधिकतम है हमने प्रोपेलर चालित हवाई जहाज और जेट चालित हवाई जहाज के लिए देखा है एक रेंज केस के लिए हमारे पास CLCDCL32CDअधिकतम जैसी विभिन्न स्थिति थी यहां हम जेट संचालित विमानों की बात कर रहे हैं हमने परफॉर्मेंस कोर्स में पढ़ रखा है जिसका मतलब है कि CL12CDअधिकतम होना चाहिए याद दिलाने के लिए कहूं तो इसका क्या मतलब है आप जानते हैं कि CDCD0kCL2 तो मैं लिख सकता हूं CDCL12CD0CL12KCL32 अब आप जानते हैं अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि वह CL कौन सा है जिसके लिए CLCD अधिकतम है यहाँ एक शर्त है अप्रत्यक्ष रूप से मैं बता सकता हूँ कि मैं इसे गणितीय रूप से देख सकता हूँ वह कौन सी CL है जिस पर CDCL12 न्यूनतम है इसलिए यदि मैं इसे CL डिफरेंटशिएट करता हूं CL के संबंध में और इसे 0 के बराबर करता हूं और यह जांचा गया कि दूसरी डिफरेंटशिएट यह सकारात्मक होगी इसलिए अगर मुझे पता चल गया तो मुझे यह शर्त मिल जाएगी CLCD03K तो यहाँ क्या संदेश है संदेश यह है कि यदि आप एक जेट विमान को डिजाइन कर रहे हैं और यदि आप अधिकतम रेंज की तलाश कर रहे हैं तो आपको LD के लिए उड़ान भरने की आवश्यकता है तो LD को CLCD03K होना चाहिए यही संदेश है और अगर मुझे वह संदेश सही समझ में आता है CLCD03K बराबर है यह जेट आर मैक्स के लिए है संदेश एक पल में लिखते हैं CL इस तरह है जैसे कि सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लिए CD CDBRCD0kCL2 CDBRCD0kCD03K CDBR43CD0 यह जेट संचालित हवाई जहाज के लिए है यह महत्वपूर्ण है लेकिन हम CD को न्यूनतम ड्रैग के लिए भी जानते हैं न्यूनतम ड्रैग के लिए CD की क्या स्थिति थी यह CLCD अधिकतम अधिकार होना चाहिए वह न्यूनतम ड्रैग के लिए शर्त थी और वह CL के लिए CD के बराबर थी CLCD0Kहोगा यह ज्ञात है मूल रूप से जाना जाता है यह CLCDmaxसे मेल खाती है इसलिए मैं अब न्यूनतम ड्रैग के लिए CD लिख सकता हूं CD0kCL2 CL2CD0 तो सबसे अच्छी श्रेणी के लिए अवलोकन CD क्या होगी CDBR133CD0 जबकि न्यूनतम ड्रैग के लिए CD हमने यहां देखी है कि जेट विमान के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लिए CD 43CD0 है जो 133CD0 है और आप यह भी जानते हैं कि न्यूनतम ड्रैग के लिए CD 2CD0 है तो स्पष्ट रूप से आप देखते हैं कि न्यूनतम ड्रैग के लिए CD की तुलना में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की CD कम है एक डिजाइनर के रूप में कुछ समय के लिए यह भ्रामक है कि आपको लगता है कि सबसे अच्छी रेंज का मतलब CD कम होना चाहिए या CD उच्चतर होना चाहिए यदि यह निचली रेंज है लेकिन अगर आपको लगता है कि बेस्ट रेंज के लिए CD 133CD0 है और 2CD0 के रूप में न्यूनतम ड्रैग के लिए CD है तो यहां ड्रैग उस की तुलना में कम होगा जो कि एक धब्बा होगा क्योंकि ड्रैग क्या है डी में गतिशील दबाव है और गतिशील दबाव का मतलब है कि जहां डिजाइनर को बहुत अनुशासित होना है आप सही दूरबीन निष्कर्ष के लिए नहीं जा सकते एक डिजाइनर के रूप में हर कदम आपको जांचना होगा यह ठीक है CD जो श्रेष्ठ रेंज के लिए है न्यूनतम ड्रैग CD से कम है यह ठीक है क्योंकि हम यहां सबसे अच्छी रेंज के लिए CD 133CD0 देख रहे हैं और न्यूनतम ड्रैग के लिए CD 2CD0 है लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ रेंज हासिल करने के लिए कुल ड्रैग भी न्यूनतम ड्रैग के लिए कुल ड्रैग अनुभव से कम होगा जिसे जांचना होगा वह क्या है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कृपया समझें जब भी आप एक हवाई जहाज को डिजाइन कर रहे हैं तो गतिशील दबाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसे अपने गतिशील दबाव के साथ लेने की आदत बनाएं क्योंकि लिफ्ट भी जब मैं लिखता हूं L12V2SCL मैंने देखा है कि हममें से अधिकांश मनोवैज्ञानिक रूप से लॉक हो जाते हैं CL मूल्य क्या है मुझे यह जानना होगा कि विंग क्षेत्र क्या है लेकिन एक डिजाइनर के रूप में आपको गतिशील दबाव 12V2 के लिए उचित सम्मान देना होगा CL 02 होगा लेकिन फिर भी आप मुख्य रूप से गतिशील दबाव के कारण हवा में 1000 किलोग्राम हवाई जहाज ले पाएंगे और यह भी मैं क्यों गतिशील दबाव बता रहा हूं यह गतिशील दबाव आपको एक विचार देगा कि आपकी संरचना कितनी मजबूत होनी चाहिए जो CL नहीं बताएगा तो हम यहाँ एक अभ्यास करते हैं यदि आप V को सर्वोत्तम रेंज में देखते हैं तो वही होगा जो हमने CL को सर्वोत्तम रेंज के लिए देखा है CLCD03K और हम यह भी जानते हैं कि न्यूनतम ड्रैग के लिए CL है CLCD0K सबसे पहले यदि आप तुरंत संख्या के लिए महसूस करना चाहते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि जब मैं सर्वश्रेष्ठ रेंज के लिए CD पर उड़ रहा हूं तो मैं उच्च गति के साथ ऊंची उड़ान भर रहा हूं जब मैं न्यूनतम ड्रैग के लिए CL के साथ उड़ रहा हूं क्योंकि यह CL इस CL से अधिक है डिजाइनर के रूप में यह तत्काल होना चाहिए कि आप इस तरह से संख्याओं के लिए कैसा महसूस करते हैं यह बात अपने आप आपके पास आ जानी चाहिए जिस क्षण आप जानते हैं कि ओह हां यहां मुझे तेजी से उड़ना है तुरंत गतिशील दबाव आपके दिमाग में आ जाएगा तेज का अर्थ है किसी दिए गए ऊंचाई के लिए गतिशील दबाव तो उन सभी चीजों की संरचना के लिए क्या होगा तो सबसे अच्छी रेंज के लिए V के लिए VBR होगा VBR2WSCD03K न्यूनतम ड्रैग के लिए होगा VMD2WSCD0K ये नंबर महत्वपूर्ण क्यों हैं कृपया डिज़ाइनर दृष्टिकोण से भी देखें आप अपने हवाई जहाज को तब अनुमति नहीं दे सकते जब आप किसी भी गति से उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन कर रहे हों यदि सर्वोत्तम रेंज के लिए यह गति बहुत अधिक हो आपने उस समय कहा था कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता तो आप WS को देखना शुरू करते हैं अगर मैं इसे कम करता हूं तो यह सही घटता है मैंने CD0 को देखने की कोशिश की K को देखने की कोशिश की जिसका अर्थ है अनुपात आपको पता है कि K1πeAR तो ये संख्याएँ हैं जहाँ एक डिजाइनर का समग्र दृष्टिकोण होगा वह केवल गति नहीं देखता है वह ठीक देखता है यह है अगर मैं WS को कम करता हूं तो मैं इसे कम कर सकता हूं क्योंकि VBR की अधिक अगर मुझे किसी की आवश्यकता है आपको शक्ति प्रदान करने के लिए आपको एक इंजन की आवश्यकता होती है जो मुफ्त में नहीं आता है इसलिए डिजाइनर ज्यादातर किताब में इंतजार नहीं करेंगे मैंने देखा है कि वे मुझे एल्गोरिथ्म देते हैं मैं डिजाइन कोर्स एक्सचेंज के ऐसे तरीके की सराहना नहीं करता डिजाइन का मतलब है कि हर नंबर एक डिजाइनर को महसूस होना चाहिए उदाहरण के लिए आप एक एयरो डायनामिस्ट से पूछ सकते हैं कि स्टाल कोण क्या है वह CFD कर सकता है वह सब कुछ कर सकता है वह आपको यह बताने के लिए बेहतर व्यक्ति होगा कि वास्तव में उस एयरोफिल के लिए स्टाल कोण क्या है लेकिन अगर आप एक डिज़ाइनर के रूप में उस जानकारी का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि स्टाल कोण 16 डिग्री या 18 डिग्री है यह कैसे मदद करने जा रहा है या नहीं जब मैं सब कुछ एक साथ रखूं या नहीं मदद कर सकता है जहां डिजाइनर हर अभिव्यक्ति है हर संख्या जो आप लिखते हैं आपको खुद से पूछना चाहिए इसका क्या मतलब है गति के संदर्भ में गतिशील दबाव के संदर्भ में यही कारण है कि मैं चीजों को समझने के अपने तरीके को बहुत अधिक भार देता हूं तो यह स्पष्ट है अब इसलिए यदि मैं ड्रैग सर्वोत्तम रेंज के लिए और ड्रैग न्यूनतम ड्रैग की तुलना करता हूं DBRDMd122WSCD03K122WSCD0K133CD0S2CD0S अगर मैं और सरलीकरण करूं तो मैं पा लूंगा DBRDMd1154 तो व्याख्या क्या है मुझे उम्मीद है कि आप इस नंबर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे इस संख्या की डिज़ाइनर व्याख्या क्या है कृपया समझें हम क्या देख रहे हैं जो LD होना चाहिए हमने यह सब कुछ इसलिए शुरू किया क्योंकि जेट के लिए ब्रेग्जिट समीकरण में LD है और हम देख रहे हैं LD कितना होना चाहिए और हमने देखा है कि अगर मैं सर्वश्रेष्ठ रेंज के लिए उड़ान जेट में भर रहा हूं तो मुझे पता चला है कि ड्रैग सबसे अच्छी रेंज के लिए ड्रैग न्यूनतम ड्रैग उड़ान से 15 प्रतिशत अधिक होगा और यह CD की व्याख्या के विपरीत देखे गए है यहाँ CD देखें अगर आपको लगता है कि यहाँ से यह बताता है कि CD सबसे अच्छी रेंज के दौरान CD न्यूनतम ड्रैग से कम है लेकिन वास्तविक ड्रैग जो गतिशील दबाव के सीधे आनुपातिक है हम यहां देखेंगे कि बेस्ट रेंज के दौरान ड्रैग न्यूनतम ड्रैग के दौरान ड्रैग से 15 प्रतिशत अधिक है जो तुरंत आपको दिए गए CL के लिए बताता है CLCD न्यूनतम अच्छी रेंज 1 को 1154 से डिवाइड जो न्यूनतम ड्रैग है यह स्पष्ट है क्योंकि ड्रैग अधिक है LD CLCD तो अब अगर आप इसे 1154 को 1 से विभाजित करते हुए देखते हैं तो यह 0866 LD या CLCDmaxहै तो संदेश क्या है तो फिर से यह संख्या 0866 आ रही है इसलिए संदेश किसी तरह आप पहले अनुमान लगाते हैं कि LDmax क्या होगा आप के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं या लक्ष्य कर रहे हैं जब आप यह गणना करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेट के लिए क्या रेंज होगी तो आप उस LD अधिकतम का 866 प्रतिशत लेते हैं यदि आप इंड्योरेंस की योजना बना रहे हैं तो आपको 100 प्रतिशत LDmax अधिकार लेना चाहिए इसी तरह से प्रोपेलर संचालित हवाई जहाज के लिए भी ऐसा करना है सोचें कि आप राइट भाइयों के युग में हैं आपके पास कोई हवाई जहाज का डेटा नहीं है और अगर कोई आपको एक काम देता है तो मैं डिजाइनर को LDmax क्या होना चाहिए कैसे कल्पना करता हूं आप कैसे सोचना शुरू करेंगे एक डिजाइनर की तरह जो आज हो रहा है आपको एनालिटिक्स लोगों की आवश्यकता है वे इस डेटाबेस का उपयोग करेंगे और वे कुछ नंबर देंगे लेकिन यह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है ऐसे उद्देश्य जिन्हें आप एक मुद्दे के रूप में सोच सकते हैं क्योंकि एक डिजाइनर को न्यूनतम जानकारी के साथ अधिकतम संख्या प्राप्त करने का अनुभव है हमें देखते हैं कि हम L D अधिकतम के बारे में बात कर रहे हैं या L D कह रहे हैं L D क्या है LD मैं इसे गतिशील दबाव गुना CLCD के रूप में लिख सकता हूं तो यह मामला यह है कि आप CLCD जानते हैं और CLCD क्या है CLCDCLCD0kCL2 यह मैं LD या CLCD लिख सकता हूं CL का विशिष्ट मूल्य क्या होगा जो आप उड़ना चाहते हैं आपको उस नंबर के लिए कैसा महसूस हो रहा है एक डिजाइनर के रूप में आप फ्लाइट लैब में हैं तो कई विमान यहां हैं और उनका वजन वर्ग 1500 से 2000 किलोग्राम है इसलिए हमें किसी प्रकार की संख्या लेने दें हम कहें कि मैं एक हवाई जहाज के माध्यम से कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि 2000 किलो है आइए मान लें कि S लगभग 10 मीटर वर्ग है तो यहाँ विंग लोडिंग क्या है 200 kgm2 और फिर हमें सरलता के लिए कहना है मैं कह रहा हूं कि मैं एक ऊंचाई पर उड़ रहा हूं जहां हवा का घनत्व 1 kgm3 है और मैं 100 ms के बराबर गति से उड़ रहा हूं मैंने उद्देश्यपूर्ण रूप से एक गति और ऊंचाई पर ले लिया है ताकि प्रवाह सबसोनिक हो अगर मुझे CL का पता लगाना है तो CL वही होगा जो होगा CL220001010100100 यह मूल्य कितना है 04 जिस पल आपको CL 04 के बराबर मिलता है और अगर मैं यह देखना चाहता हूं कि K का मूल्य क्या होगा e 1 के लिए K1πAR आइए हम कहते हैं AR 10 तो K लगभग 003 है जिस क्षण आप एस्पेक्ट रेशियो 10 को 7 या 8 से अधिक लिख रहे हैं आप वास्तव में ग्लाइडिंग प्रदर्शन के लिए अधिक वेटेज दे रहे हैं यदि आप एक उच्च गति वाले हवाई जहाज को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे परिवहन हवाई जहाज के लिए 7 के आसपास आने की कोशिश करते हैं जैसे कि 7 ठीक लेकिन अगर आप ग्लाइडिंग प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं यदि आप इंड्यूस्ड ड्रैग कम चाहते हैं तो आपको उच्च एस्पेक्ट रेशियो के लिए जाने की आवश्यकता है उच्च एस्पेक्ट रेशियो की समस्या संरचनात्मक रूप से यह अधिक मांग बन जाती है वजन बढ़ सकता है CD0 का विशिष्ट मूल्य क्या होगा हमने हवाई जहाज का प्रदर्शन पाठ्यक्रम किया है और हमने देखा है कि यदि आप देखते हैं कि CD0 आम तौर पर 002 002125 की तरह यहां तक कि ड्रीमलाइनर और वे सभी नवीनतम विमान हैं जिन्होंने इसे 002 0018 से कम बनाने की कोशिश की है और वे दावा करते हैं कि ईंधन दक्षता में वृद्धि हुई है उन्होंने कंपोजिट का उपयोग करके वजन ड्रीमलाइनर को कम कर दिया है और उनका दावा है कि इसका प्रदर्शन सही बढ़ा है तो ये सीमांत चीजें हैं लेकिन एक प्रारंभिक संख्या CD0 002 के रूप में यह एक खराब संख्या नहीं है तो अगर CD0 002 है तो मुझे जो CL मिल रहा है वह 04 और CD0 से 002 के बराबर है इसलिए CD002003042 तो CD लगभग कितने के बराबर होगी मुझे आमतौर पर 00248 की जाँच करें अब यदि आप यह देखना चाहते हैं कि CLCD क्या है जो 16 होगी इसलिए मैं देख सकता हूं कि L D 16 है संदेश क्या है संदेश आप ऐतिहासिक संख्याएँ लेते हैं जो आनुवंशिक संख्या 002 परिमाण के क्रम हैं और ये सभी बहुत ही ऐतिहासिक संख्याएँ हैं और आपको पता चलता है कि LD 16 के आसपास आता है इसलिए अगर मैं एक डिजाइनर हूं और मैं महत्वाकांक्षी डिजाइनर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए कृपया समझें जब आप उत्पाद बना रहे हैं तो 99 प्रतिशत वही होगा जो उसी सेंसर समान विश्वसनीय सेंसर सामग्री के रूप में किया गया है लेकिन आपको एक व्यक्ति को नया जोड़ना होगा ताकि आप इसकी मार्केटिंग कर सकें तो आपको अपने प्रदर्शन में कुछ महत्वाकांक्षा को जोड़ना होगा तो सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा है क्या आप किसी तरह से ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं आजकल यह वास्तविकता में आ गया है क्या आप हरित ईंधन बना सकते हैं तो अगर यह LD है और मैं LD वायुगतिकीय दक्षता जानता हूं इसलिए मुझे LD के लिए डिजाइन करने का प्रलोभन दिया जाएगा शायद 17 या 18 थोड़ा और शुरू करने के लिए क्योंकि एक डिजाइनर के रूप में मुझे पता है कि पहले से ही ड्रीमलाइनर और नवीनतम विमान वे इस मूल्य को 002 से 0018 तक कम करने में सफल रहे हैं पहले से ही भौतिक विकास हो रहा है जहां वजन और नीचे जा सकता है तो जो कुछ हो रहा है मैं उसका लाभ क्यों नहीं उठाता और मैं LD 17 या 18 चुनता हूं इसलिए यह मेरी तैयारी है अब मुझे ऐतिहासिक डेटा देखना चाहिए कि जो अंतर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वह केवल कुछ हैंडआउट्स को न देखें और उन संख्याओं को उठाएं जो मदद नहीं करते हैं यही कारण है कि कई डिज़ाइन पाठ्यक्रम होते हैं लेकिन कुछ विमान नया डिज़ाइन सामने आता है खुद को तैयार करना महत्वपूर्ण है इसलिए यह सच है कि जो भी जानकारी आपको दी गई है वह आप सही चुनने में सक्षम है और इसे बनाने का उद्देश्य है अगली कक्षा में हम वास्तव में कुछ डिज़ाइन चार्ट का उपयोग करेंगे